तो आप में से अधिकांश लोगों ने यह शब्द सुना होगा इसलिए यह कोई नया विषय नहीं है सिवाय इसके कि जिस स्वाद में आप चीजों को देखेंगे जिस स्वाद में हम उन्हें मापेंगे वह पूरी तरह से अलग होगा जो आपने पहले सीखा होगा और सरलता के उद्देश्यों के लिए वे कवॉंटीफिकेशन के कई पहलू हैं जो हम उन्हें इस कक्षा में शामिल करेंगे हम कई चीजों को देखते हैं एक यह है कि हम रेडिएशन्स की परिभाषाओं को देखना शुरू करेंगे हम रेडिएशन से जुड़ी विभिन्न डेफिनेशन्स को देखते हैं हम देखते हैं कि क्या है इसे कैसे मापें कि विभिन्न मामलों के लिए हीट ट्रांसफर रेट कैसे प्राप्त करें रेडिएशन उत्सर्जन और अवशोषण और संचरण आदि हो सकता है इसलिए हम देखते हैं कि विभिन्न प्रक्रियाओं विभिन्न रेडिएशन प्रक्रियाओं के लिए इसे कैसे मापना है और फिर हम ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को देखेंगे हम देखते हैं कि एक ब्लैक बॉडी होने पर क्या होता है और एकब्लैक बॉडी से उत्सर्जन अवशोषण इत्यादि को कैसे मापें और फिर हम देखेंगे इसलिए यह रेडिएशन के लिए विशेष नियम है जो रेडिएशन के कुछ गुणों के बीच संबंध को पकड़ता है और जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है और हम वास्तव में उस पर गौर करेंगे और फिर ऐसा करते समय हम यह भी कवर करेंगे कि ग्रे सरफेस क्या कहलाती हैं ग्रे सरफेस की परिभाषा क्या है और उन्हें कैसे कवॉंटिफाइ किया जाए हम उस पर विचार करेंगे और फिर पांचवां पहलू यह है कि हम रेडिएशन विनिमय को देखते हैं मान लीजिए कि यदि कई वस्तुएं हैं तो आप कैसे आदान प्रदान करेंगे कैसे ये वस्तुएं आपस में रेडिएशन का आदान प्रदान करती हैं वगैरह और ऐसा करते समय हम यह भी देखेंगे कि हम व्यू ज्योमेट्रिक फैक्टर नामक किसी चीज़ को देखेंगे जो रेडिएशन अब निर्भर होने वाला है इन वस्तुओं के ऑरिएंटेशन पर इसलिए किसी को यह पता लगाने की जरूरत है कि ऑरिएंटेशन का प्रभाव क्या है या जिसे आम तौर पर व्यू फैक्टर या ज्योमेट्रिक फैक्टर कहा जाता है इसलिए हम देखते हैं कि सिस्टम के लिए विभिन्न प्रकार के व्यू फैक्टर और ज्योमेट्रिक फैक्टर की गणना कैसे करें तो अगले 8 लैक्चर्स में हम यही करेंगे इसे समाप्त करने के बाद ऐसे कई उदाहरण होंगे जिन पर हम विचार करेंगे और कहीं न कहीं लगभग 7 से 8 लैक्चर के बीच मैं अनुमान लगाऊंगा इस विषय के लिए ठीक है तो रेडिएशन क्या है तो रेडिएशन कोई भी पदार्थ है जो केवल एक फाइनाइट तापमान होने के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो यह सबसे सामान्य तापमान है तो वास्तव में किसी भी मामले में हम उत्सर्जनअवशोषित वगैरह को देखकर इसे बेहतर तरीके से अर्हता प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हम बाद में ट्रांसमिशन के बारे में चिंता करेंगे तो सामान्य रूप से ऊर्जा का उत्सर्जनअवशोषण केवल एक सीमित तापमान होने के कारण होता है यह तथ्य कि एक निश्चित तापमान होता है उसमें कुछ ऊर्जाएं स्टोर होती हैं और इसलिए यह रेडिएशन का आदान प्रदान कर रही है वास्तव में इस कमरे की प्रत्येक वस्तु एक उत्सर्जित रेडिएशन है ब्लैकबोर्ड यह बेंच वगैरह सब कुछ रेडिएशन उत्सर्जित कर रहा है यह केवल रेडिएशन उत्सर्जित करने जैसा नहीं है बल्कि वास्तव में यहां मौजूद सभी वस्तुओं के साथ रेडिएशन का आदान प्रदान कर रहा है इसलिए उत्सर्जन का आदान प्रदान रेडिएशन का आदान प्रदान एक उबिकुइटस प्रोसेस है रेडिएशन का आदान प्रदान उबिकुइटस है यह हर जगह पाया जाता है यह सभी वस्तुओं में पाया जाता है हमारे हाथ में सब कुछ रेडिएटिंग होता है तो जिज्ञासा से बाहर तो वहाँ एक जगह थी जहाँ मेरे पास इन्फ्रारेड कैमरा तक पहुँच थी आप में से कितने लोगों ने इन्फ्रारेड कैमरे के बारे में सुना है ओह बुरा नहीं ठीक है इसलिए यदि आप अपना हाथ इन्फ्रारेड कैमरे के सामने रखते हैं और आप उस प्रोफ़ाइल को मापते हैं जो आपको मिलेगी तो छवि को मापें तो इंफ्रारेड कैमरे से आपको जो छवि मिलती है वह उस सरफेस के स्थानीय तापमान को दर्शाती है जिसे आप देख रहे हैं इसलिए यदि आप इन्फ्रारेड कैमरे के सामने अपना हाथ रखते हैं तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि सभी स्थानों का तापमान अलग अलग होता है तो आपकी हथेली में भी एक समान तापमान प्रोफ़ाइल नहीं है एक निश्चित तापमान प्रोफ़ाइल है वास्तव में यदि आपको कुछ प्रयोगशालाओं में इन्फ्रारेड कैमरे की सुविधा मिलती है इस संस्थान में इंफ्रारेड कैमरे हैं इसलिए यदि आप उनमें से कुछ तक पहुँच प्राप्त करते हैं तो यह एक बुरा विचार नहीं है कि आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि आपकी हथेली या हाथ वगैरह में तापमान प्रोफ़ाइल कैसा दिखता है तो वास्तव में तापमान प्रोफ़ाइल की तुलना में काफी अलग है और यह एक समान है और इसलिए अगर मैं वास्तव में अपना हाथ रख रहा हूं तो मेरे हाथ के विभिन्न हिस्से के बीच एक गर्मी का आदान प्रदान होता है एक हाथ से दूसरे हाथ क्योंकि तापमान अलग होता है तो रेडिएशन का आदान प्रदान वास्तव में काफी उबिकुइटस प्रोसेस है यह सभी मामलों में होता है सभी वस्तुएं इत्यादि ठीक है तो संयोग से एक है मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने कल अखबार पढ़ा था तो यह नए प्रकार का बल्ब है जो निकलने वाला है इसे लिक्विड कूल्ड एलईडी कहा जाता है आप में से कितने लोगों ने कल अखबार पढ़ा और आज कल अखबार में कोई नहीं निकला कोई नहीं इसे लिक्विड कूल्ड एलईडी कहा जाता है यदि आपने नहीं देखा है तो आपको आज जाकर इसे देखना चाहिए यह वास्तव में इस पाठ्यक्रम में हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन में से एक है आप जानते हैं कि इस गरमागरम लैंप और एलईडी रोशनी में से अधिकांश एलईडी रोशनी क्या हैं समस्या बहुत अधिक गर्मी का उत्सर्जन करती है विशेष रूप से एलईडी रोशनी में एलईडी स्वयं गर्मी का उत्सर्जन नहीं करती है लेकिन एक पैनल है जो बिजली की आपूर्ति करता है वगैरह और नियंत्रित करता है एलईडी की चमक जिससे बहुत अधिक गर्मी निकलती है तो एक एलईडी लैंप का जीवन वास्तव में इस बात से तय होता है कि कोई हीट ट्रांसफर को कैसे कंट्रोल कर सकता है कोई सामान्य तापमान के तहत एलईडी के नीचे मौजूद चिप को कैसे रख सकता है तो एक सामान्य तापमान पर रखने में सक्षम है तो वास्तव में आपके पास एलईडी के लिए लंबा जीवन हो सकता है तो ये जाहिरा तौर पर ये लिक्विड कूल्ड अगली पीढ़ी के बल्ब होने जा रहे हैं यह 25000 घंटे तक चमक सकता है जो एक रिमार्केबल है हमने कभी ऐसा कोई ब्लब नहीं देखा जो वास्तव में इतने लंबे समय तक चमक सके कोई भी ब्लब जो हम जानते हैं तो यह वास्तव में रिमार्केबल है और अगर यह वास्तव में काम करता है तो यह कंज़रवेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पैराडिम को पूरी तरह से बदलने वाला है और वास्तव में आपको लगता है कि यह बहुत ही कुशल माना जाता है और यह हमारे यहां मौजूद सामान्य गरमागरम लैंप की तुलना में लगभग 80 कम ऊर्जा लेता है तो अगर यह काम करता है तो यह वास्तव में एक महान तकनीक है किसी भी तरह से इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशन्स थे और यह कुछ चीजों का डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो आप कक्षा में पढ़ रहे हैं उन्होंने काम किया है कि एलईडी पैनल के बीच होने वाली हीट ट्रांसफर की ऑप्टिमम मात्रा क्या होनी चाहिए और लिक्विड में थोड़ी मात्रा में चिपचिपा लिक्विड होता है जो वास्तव में अंदर घूम रहा होता है और उन्होंने एक्ज़ेक्ट अमाउंट की है कि कितना होना चाहिए एक्ज़ेक्ट हीट ट्रांसफर और चिपचिपा द्रव वगैरह की मात्रा क्या होनी चाहिए तो यह एक दिलचस्प संपत्ति है और वास्तव में यह इस कोर्स में हम वास्तव में क्या कर रहे हैं के डायरेक्ट एप्लीकेशन में से एक है किसी भी तरह से इस विषयांतर के बाद आइए हम उस पर वापस जाएं जो हम देख रहे हैं ताकि मेकेनिस्म ऑफ रेडिएशन तो आइए देखें कि रडिएशन का तंत्र क्या है इसलिए जैसा कि उन्होंने ठीक ही बताया कि क्या होता है क्योंकि एक निश्चित वस्तु होती है जो निश्चित तापमान पर होती है तो ये इलेक्ट्रॉन हैं जो वास्तव में सतह से उत्सर्जित होते हैं और इसलिए 2 सिद्धांत हैं जो वास्तव में रेडिएशन के तंत्र की एक्सप्लेन करने के लिए उपलब्ध हैं तो 1 को क्वांटम थियोरी कहा जाता है और दूसरे को वेव थियोरी कहा जाता है तो क्वांटम थियोरी फिर से यह एक आसन है यह माना जाता है कि वस्तु अपने निश्चित तापमान के कारण क्वांटा या फोटॉन का उत्सर्जन करती है और ये फोटॉन यात्रा करेंगे मेरा मतलब है कि वे दूसरी वस्तु से टकराते हैं वे ऊर्जा छोड़ते हैं जिससे ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसमिट होती है दूसरा थियोरी यह है कि इलेकट्रो मैग्नेटिक वेव्स है वस्तु के तापमान के कारण यह इलेकट्रो मैग्नेटिक वेव्स का उत्सर्जन करता है और इन इलेकट्रो मैग्नेटिक वेव्स को प्राप्त करने वाली वस्तु द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है और इससे 2 वस्तुओं के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो ये 2 थियोरी हैं जो वास्तव में मौजूद हैं इसलिए हम इस बारे में बहस नहीं करने जा रहे हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत यह फिज़ीसिस्ट की समस्या है लेकिन यह हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता क्योंकि जब तक हम जानते हैं कि इनमें से कोई भी थियोरी सही है तब तक हमें प्रक्रिया की कवॉंटिटी निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए हम इसे जल्द ही देखने जा रहे हैं ठीक है जब हमने कंडक्शन को देखा तो हमने कहा कि हीट ट्रांसफर हम कंडक्शन हैं यह एक क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के माध्यम से होता है तो इसी तरह हमें यह जानने की जरूरत है कि वह ज्योमेट्रिक क्या है जिस पर रेडिएशन होने वाला है तो पहला सवाल यह है कि यह एक सतह क्षेत्र या वॉल्यूमेट्रिक घटना है तो पहले प्रश्न का हमें उत्तर देने की आवश्यकता है कि यह एक सरफेस एरिया है या एक वॉल्यूमेट्रिक घटना है इसलिए याद रखें कि जब हम कंडक्शन पर चर्चा करते हैं तो हमने कहा था कि क्रॉस सेक्शन में थर्मल डिफ्यूजन होता है जबकि गर्मी को स्टोर करने की क्षमता एक वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस है तो रेडिएशन के बारे में क्या यह एक सतह क्षेत्र या एक वॉल्यूमेट्रिक प्रक्रिया है तो उनका कहना है कि रेडिएशन केवल सतहों से ही हो सकता है तो यह एक सरफेस एरिया की प्रक्रिया है आपका क्या विचार है आपने कहा कि यह एक वॉल्यूम प्रक्रिया है तो कक्षा में हमारे पास दो विचार हैं एक यह है कि सतह एमिटिड रेडिएशन इसलिए यह एक सतह क्षेत्र प्रक्रिया होनी चाहिए और दूसरा विचार जो हमें मिला है वह सभी मॉलिक्यूल द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन है इसलिए इसे होना चाहिए एक वॉल्यूमेट्रिक प्रक्रिया तो कौन सा सही है तो सही उत्तर है दोनों सही हैं तो आप यह नहीं समझेंगे कि दोनों सही क्यों हैं तो यही हम अगले कुछ मिनटों में समझाने जा रहे हैं तो वास्तव में आप जो भी सामग्री लेते हैं यह दूसरा सुझाव हमेशा सही होता है रेडिएशन उन सभी मॉलिक्यूल द्वारा उत्सर्जित होता है जो उस मामले में मौजूद हैं जिसे आप ठीक मान रहे हैं तो अब मान लीजिए हमारे पास सॉलिड या लिक्विड मैटर है बता दें कि यह एक ठोस है वे सभी कण जो ठोस में मौजूद हैं सिद्धांत रूप में वे रडिएशन उत्सर्जित करने जा रहे हैं क्योंकि वे सभी एक निश्चित तापमान पर बने रहते हैं लेकिन क्या होता है जो मॉलिक्यूल इंटीरियर लोकेशन पर कहीं भी मौजूद होते हैं एक मॉलिक्यूल द्वारा उत्सर्जित प्रत्येक रेडिएशन भी उनके आसपास के मॉलिक्यूल द्वारा अवशोषित होने वाला होता है ठीक है तो इसलिए मॉलिक्यूल द्वारा उत्सर्जित जो कुछ भी अंदर मौजूद हैं वे लगातार रेडिएशन उत्सर्जित और अवशोषित करने वाले हैं इसलिए इस वस्तु से वास्तव में निकलने वाले सभी रेडिएशन अनिवार्य रूप से मॉलिक्यूल से होते हैं जो सतह के करीब स्थित होते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि लंबाई का पैमाना क्या है तो सतह के करीब स्थित सभी मॉलिक्यूल वे हैं जो वास्तव में इस वस्तु से निकलने वाले रेडिएशन के परिणामस्वरूप होते हैं और सिद्धांत रूप में जो माना जाता है वह यह है कि सतह के नीचे एक माइक्रोमीटर एक माइक्रोमीटर के बारे में मौजूद मॉलिक्यूल उस सतह से जिम्मेदार होते हैं अब ध्यान दें कि यह सॉलिड और लिक्विड के लिए सही है यह गैसीयस सिस्टम के लिए सही नहीं है याद रखें कि गैस भी रेडिएशन उत्सर्जित करती है तो रेडिएशन सभी प्रणालियों द्वारा उत्सर्जित होता है इसलिए हमने देखा कि रेडिएशन सभी प्रकार के पदार्थों द्वारा उत्सर्जित होता है इसलिए जब गैसों की बात आती है तो यह थोड़ा अलग होता है क्योंकि डेनसिटी बहुत छोटा है गैस का दाहिना डेनसिटी बहुत धीमा है और मान लीजिए कि एक गैस है जो एक कंटेनर में है अब आपके पास मॉलिक्यूल हैं जो वास्तव में इस माध्यम में बिखरे हुए हैं और जैसा कि हमने देखा कि प्रत्येक मॉलिक्यूल थियोरी रूप में रेडिएशन उत्सर्जित कर सकता है और क्योंकि डेनसिटी पर्याप्त रूप से कठिन नहीं है एक मॉलिक्यूल द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन आवश्यक रूप से उनके आसपास मौजूद मॉलिक्यूल द्वारा पूरी तरह से अवशोषित नहीं होता है इसलिए गैसों में यह एक वॉल्यूमेट्रिक प्रक्रिया है यह एक वॉल्यूमेट्रिक घटना है जबकि ठोस या तरल में यह एक सतही घटना है इसलिए चर्चा का अधिकांश भाग वास्तव में सतह क्षेत्र की घटना को देखने जा रहा था हम रेडिएशन की मात्रा निर्धारित करने जा रहे हैं और फिर कुछ प्रिंसिपल्स को रेडिएशन विषय के अंत में वॉल्यूमेट्रिक घटना पर लागू करते हैं इसलिए चाहे हम क्वांटम थियोरी या वेव थियोरी में विश्वास करें हम हमेशा रेडिएशन की विशेषता बता सकते हैं रेडिएशन हमेशा एक निश्चित वेवलैंथ और फ्रिक्वेंसी के साथ जुड़ा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो भी थियोरी मानते हैं यह हमेशा एक निश्चित वेवलैंथ और निश्चित फ्रिक्वेंसी से जुड़ा होता है इसलिए हम हमेशा कह सकते हैं कि लैम्ब्डा c बटा म्यू के बराबर है जहां c प्रकाश की स्पीड और निर्वात की स्थिति है लगभग 3 से 10 शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड तो यह प्रकाश की गति है इसके बारे में 2998 कुछ है लगभग यह लगभग तीन गुणा 10 शक्ति 8 मीटर प्रति सेकंड है तो कोई भी रेडिएशन हमेशा वेवलैंथ और उसकी वेवलैंथ से जुड़ा होता है इसलिए यदि हम वेवलैंथ जानते हैं तो हम जानते हैं कि फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसलिए हम उत्सर्जन की वेवलैंथ के बारे में बहुत कुछ बात करने जा रहे हैं तो मान लीजिए कि अगर मैं एक मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन लेता हूं तो ठीक है जब मैं मोनोक्रोमैटिक कहता हूं जिसका अर्थ है कि रेडिएशन एक निश्चित वेवलैंथ पर उत्सर्जित होता है एकल रंग में जिसका अर्थ है कि यह एक ही रंग है तो अगर मैं मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इंटेंसिटी रेडिएशन इंटेंसिटी वरसिस लैम्बडा देखता हूं एक निश्चित वेवलैंथ पर उस वेवलैंथ में किसी निश्चित वस्तु द्वारा उत्सर्जित रेडिएशन की तीव्रता कितनी होती है तो फिर विशिष्ट प्रोफ़ाइल कुछ इस तरह है कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये संख्याएँ क्या हैं हम इसे बाद में देखेंगे तो किसी वस्तु के रेडिएशन के वेवलैंथ पर निर्भर होने के इस गुण को स्पैक्टरल कहा जाता है वास्तव में शब्द शब्द से आया है इस विचार से आता है कि रेडिएशन के लिए एक स्पेक्ट्रम है और इसलिए इसे स्पैक्टरल प्रोपर्टी कहा जाता है तो यह तथ्य कि यह उत्सर्जन की वेवलैंथ पर निर्भर करता है स्पैक्टरल प्रोपर्टी कहलाता है तो यह पहला महत्वपूर्ण डिपेंडेंट है और दूसरा डायरेक्शनल डिपेंडेंस है रेडिएशन उस दिशा पर भी निर्भर करता है जिस दिशा में उत्सर्जन हो रहा है तो प्रिंसिपल्स रूप में एक कार्टून के रूप में मान लीजिए कि मेरे पास रेडिएशन उत्सर्जित करने वाली एक बिंदु वस्तु है तो इस दिशा में उत्सर्जन तीर की लंबाई के बराबर हो सकता है जैसे कि मैं कहता हूं कि रेडिएशन की तीव्रता को डिनोट करता है या दर्शाता है तो रेडिएशन की तीव्रता अलग अलग दिशाओं में भिन्न होती है तो इसका मतलब यह है कि यह डायरेक्शनल डिपेन्डेंस है और थीटा को इस एंगल से गिना जाता है 0 से पाई तक जा रहा है अब जब यह एक सतही घटना है तो उत्सर्जन केवल एक ही दिशा में होता है और यदि यहां कोई वस्तु है अगर मैं उस सतह से उत्सर्जन को चिह्नित करना चाहता हूं तो यह वास्तव में केवल सतह के ऊपरी तल में यानी उस सतह के ऊपरी हैमिस्फेयर में होने वाला उत्सर्जन है ध्यान दें कि यह एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस है तो यह थीटा पर निर्भर होने वाला है यह भी फाई एंगल पर निर्भर होने वाला है ठीक है इसलिए यदि आप एक स्फेयर की कल्पना करते हैं तो स्फेयल के लिए तीन एंगल हैं एक को आम तौर पर थीटा कहा जाता है तो किसी भी क्षेत्र में आपके पास 3 कोर्डिनेट्स हैं 0 क्षमा करें आर थीटा फी तो सिद्धांत रूप में रेडिएशन अगर मैं इसके ऊपर एक हैमिस्फेयर डालता हूं तो उस सतह से उत्सर्जित होने वाला रेडिएशन इनसेंसिबल दोनों थीटा और फाई पर निर्भर करता है तो थीटा है मान लीजिए अगर मैं कहूं कि यह थीटा दिशा है तो फी बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर की दिशा में है तो ध्यान दें कि यह बोर्ड के अंदर जा रहा है यह बोर्ड के अंदर सर्कल है ठीक है तो रेडिएशन अब थीटा और फाई दोनों का एक कार्य होने जा रहा है तो ये रेडिएशन के दो महत्वपूर्ण गुण हैं जिनके लिए इसका हिसाब होना चाहिए यदि आप रेडिएशन के कारण हीट ट्रांसपोर्ट की मात्रा निर्धारित करना चाहते हैं तो अगर यह एक निश्चित रेडिएशन वाला ब्लैक बॉडी है तो यह एक ही चोटी पर होगा इसलिए यदि यह एक ग्रे सरफेस है तो फ्लैट फ्लैट चोटी होगी इसलिए हम ठोस देख रहे हैं हम गैसों को बाद में देखेंगे तो ध्यान दें कि गैसें प्रिंसिपल्स रूप में सभी दिशाओं में बनाई जा सकती हैं तो सवाल यह है कि क्या यह कंटीन्यस या डिसक्रीट है अब डिसक्रीट नेचर हम यह देखने जा रहे हैं कि लैक्चर के कुछ समय बाद लैक्चरो में से एक हम देखेंगे जब आपके पास ग्रे सरफेस होती है तो विशेष रूप से हाइड्रोजन वास्तव में एक ग्रे सरफेस होती है एक ग्रे अणु यह ब्लैक बोर्ड विकिरण नहीं है इसलिए जब आपके पास ग्रे सरफेस होती है तो ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम जारी है आपके पास स्पेक्ट्रम बंद हो जाएगा हम देखेंगे कि हम जल्द ही देखेंगे ज्यादातर 3 4 लैक्चर लाइन के नीचे हम देखेंगे हाँ ज़रूर क्योंकि मान लीजिए मान लीजिए कि मेरी वस्तु यहाँ है मान लीजिए कि मेरी वस्तु यहाँ मौजूद है अब इस सतह से उत्सर्जन सतह के खुरदरेपन का एक मजबूत कार्य है तो आपको कभी भी एक स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी यहां तक कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी आपके पास एक स्मूथ सरफेस नहीं हो सकती है तो चारों ओर छोटी छोटी दरारें होंगी और इसलिए अलग अलग दिशाओं में उत्सर्जन अलग अलग होने वाला है